IIoT और उद्योग 40 इस पाठ्यक्रम का यह विशेष मॉड्यूल एनालिटिक्स और डेटा प्रबंधन पर केंद्रित है विशेष रूप से इस व्याख्यान में हम प्राप्त होने वाले डेटा का विश्लेषण करने के कुछ परिचयात्मक अवधारणाओं को जानने पर ध्यान केंद्रित करेंगे पिछले व्याख्यानों में हमने देखा है कि IIoT आधारित सिस्टम बहुत सारा डेटा उत्पन्न करते हैं और इस डेटा में से कुछ को संसाधित उसी जगह के पास करना होगा जहां पर वह उत्पन्न हो रहा है और जितनी जल्दी हो सके उसे संसाधित करना होगा और शेष डेटा को बाद के बिंदु पर आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा लेकिन डेटा का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्यथा इन अलग अलग औद्योगिक मशीनरी को स्मार्ट बनाने के लिए विभिन्न सेंसर और एक्चुएटर स्थापित करने का कोई मतलब नहीं है इसलिए मैं जिस चीज पर जोर देना चाहूंगा उसे समझने की जरूरत है एनालिटिक्स के संबंध में चीजें कैसे चलती हैं तो पहले हमें अंत उपकरणों मैं क्या होता है इसका पुनर्कथन के साथ शुरू करते हैं इन अंत उपकरणों को विभिन्न स्मार्ट सेंसर के साथ लगाया जाता है ये स्मार्ट सेंसर मूल रूप से सेंस करते हैं और वे डेटा उत्पन्न करने जा रहे हैं इसलिए सेंसर के बजाय अगर हम इसे सेंसिंग कहते हैं तो मुझे लगता है कि यह अधिक उपयुक्त होगा इसलिए हम सेंसिंग के चरण से शुरू करते हैं सेंसिंग से हमें एक नेटवर्क पर डेटा भेजना होगा इसलिए मैं इसे कनेक्टिविटी कहता हूं इसलिए कनेक्टिविटी और पिछले मॉड्यूल में हमने कनेक्टिविटी की विभिन्न संभावनाओं के बारे में बहुत कुछ देखा है इसका मतलब है संचार प्रोटोकॉल नेटवर्क टोपोलॉजी इत्यादि के बारे में बात करना इसके बाद नेटवर्क पर भेजे जाने वाले डेटा को संसाधित करना होगा इसका मतलब है कंप्यूटिंग और अधिकांश औद्योगिक अनुप्रयोगों में प्रसंस्करण के आधार पर डेटा की उत्पत्ति के स्रोत को संकेतों के लिए एक प्रतिक्रिया नियंत्रण बनाया जाएगा इसका मतलब है ये मशीनरी सेंसर के साथ फिट होगी तो यह एक लूप है जो लगातार एक वास्तविक औद्योगिक सेटिंग में उपयोग होता है तो मूल रूप से यह इस तरह से चलता है कि यह सेंसिंग से शुरू होता है सेंसिंग कनेक्टिविटी प्रसंस्करण या कंप्यूटिंग और यहाँ हम विशेष रूप से साइबर भौतिक प्रणालियों के साथ अधिकांश मामलों में नियंत्रण रखते हैं यह नियंत्रण प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकांश औद्योगिक उपकरण जिन्हें आप जानते हैं IIoT के लिए औद्योगिक उपकरण CPS उपकरण हैं इसलिए मूल रूप से जहां साइबर घटक और भौतिक घटक के बीच बहुत अधिक मेलजोल है और इसलिए यह नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है अब इस कंप्यूटिंग भाग के बारे में बात करते हैं यह वह जगह है जहाँ चीजें बहुत दिलचस्प हैं इसलिए हमें एनालिटिक्स और डेटा के प्रबंधन के बारे में बात करनी होगी तो आइए अब हम वापस जाएं और IIoT परिदृश्यों और विश्लेषिकी के संदर्भ में एक नज़र डालें इसलिए जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि हमारे पास एक औद्योगिक सेटिंग है हमारे पास औद्योगिक संपत्ति और विभिन्न मशीनरी हैं उदाहरण के लिए एक स्मार्ट फैक्ट्री में जहां स्मार्ट निर्माण होता है इसका मतलब है कि उपकरण पर अलग अलग स्मार्ट सेंसर होते हैं जो इस मशीनरी से विभिन्न प्रकार के डेटा लेते हैं तो ये औद्योगिक संपत्ति और मशीनें अलग अलग सेंसर से सुसज्जित हैं एक विशेष नेटवर्क पर डेटा आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जा रहा है जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है इसका विश्लेषण कैसे किया जा रहा है क्या विभिन्न तकनीकों उपकरणों का इस्तेमाल होता है हम इस विशेष मॉड्यूल में बात करने जा रहे हैं और इस विशेष व्याख्यान में मैं आपको विश्लेषण के लिए अलग अलग तरीकों से परिचित कराने जा रहा हूं तो इस एनालिटिक्स का उद्देश्य नई अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता उत्पन्न करना है और यह बुद्धिमत्ता है जो सिस्टम या संचालन और व्यापार के संदर्भ में मदद करता है तो समग्र व्यापार बुद्धिमत्ता और परिचालन बुद्धिमत्ता विभिन्न प्रकार के एनालिटिक्स के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और इन एनालिटिक्स इंजनों में विभिन्न विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं को चलाना बहुत महत्वपूर्ण है तो आखिरकार ये परिणाम सभी को भेजा जाता है या फिर अलग अलग सूचना प्रणालियों जैसे कि ईआरपी आधारित सिस्टम या व्यवसाय प्रक्रियाओं के लिए भेजे जाते हैं अन्य व्यावसायिक प्रक्रियाएं पता इसे अलग अलग लोगों को भेजा जा सकता हैं तो ये विभिन्न संभावनाएं हैं जहां इन विभिन्न विश्लेषणों के माध्यम से प्राप्त नई अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता को उपयोगी बनाया जा सकता है तो उनमें से कोई भी प्रतिक्रिया करने और इष्टतम निर्णय लेने और बुद्धिमान संचालन प्रदान करने में मदद कर सकता है और उन निर्णयों को फिर से इन मशीनों के माध्यम से वापस किया जाता है ताकि बेहतर संचालन निर्णय और भविष्य में बुद्धिमत्ता में सुधार हो सके इसलिए यह चक्र ऐसा है जहां एनालिटिक्स का बहुत उपयोग होता है और यहाँ पर मुख्य बात यह है कि नई अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता प्राप्त करना है जिसके लिए इन विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जा रहा है IIoT एनालिटिक्स के बारे में बात करें तो एनालिटिक्स मूल रूप से उद्योग 40 के लिए एक मुख्य घटक है उद्योग 40 में हम कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मूल रूप से हम जो देखते हैं उसमें कनेक्टिविटी मशीनरी साइबर फिजिकल सिस्टम और इस एनालिटिक्स के बीच एक तालमेल है अब विभिन्न प्रकार की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस विश्लेषण को विभिन्न स्थानों में किया जा सकता है एनालिटिक्स को डाटा जहां से उत्पन्न में हो रहा है वहां किया जा सकता है इसका मतलब है गेटवे नोड पर या एड्ज पर या एनालिटिक्स को क्लाउड सर्वर सर्वर फर्म या पूरी तरह से बैक एंड पर किया जा सकता है या यह दोनों का मिश्रण हो सकता है तो हम इस विशेष चित्र को देखें इसलिए जैसा कि हम यहां देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग सेंसरों द्वारा निर्मित डेटा हैं इस डेटा का विश्लेषण किया जाना चाहिए क्योंकि अगर सार्थक जानकारी डेटा से उत्पन्न नहीं की जा सकती है तो ये डेटा बेकार हैं इसलिए मूल रूप से विभिन्न विश्लेषण के माध्यम से डेटा का यह परिवर्तन एक व्यवस्थित विश्लेषण डेटा को जानकारी में बदलना होगा यह महत्वपूर्ण है अन्यथा डेटा बेकार हो जाता है यह सार्थक जानकारी हमें औद्योगिक सेटिंग में परिचालन स्थिति प्रदर्शन और पर्यावरण को समझने में मदद करेगी इसका मतलब है मशीन की परिचालन स्थिति मशीन का प्रदर्शन और वातावरण जिसमें मशीन संचालित होती है यह भी मदद करता है यह जानकारी विभिन्न सूचना पैटर्न की पहचान करने में भी मदद करती है जो इस निष्पादन या सिस्टम के चलने से निकलती हैं कुल मिलाकर विचार यह है कि अक्षमता और परिचालन खर्च को कम करना है जो कि अधिक हो सकते हैं अगर आप के निर्माण और प्रक्रिया के निष्पादन के लिए फर्म में तैनात प्रणाली बिल्कुल मूलभूत हो इसलिए समग्र विचार यह है कि हमें सभी प्रकार की अक्षमताओं को कम करने के लिए विश्लेषिकी की आवश्यकता है उत्पाद की समग्र अक्षमता प्रक्रिया उत्पाद और परिचालन दक्षता और खर्चों को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया ये अलग अलग विचार हैं जो उस विशेष लूप में एनालिटिक्स के उपयोग को प्रेरित करने के लिए ध्यान में रखे गए हैं मैंने शुरुआत में ही कहा था जो मूल रूप से अलग अलग सेंसर इन IoT उपकरणों के साथ लगे हैं इन विभिन्न मशीनरी से डेटा एकत्र करता है और डेटा भेजता है नेटवर्क पर तो मुझे लगता है कि हमारे पास अभी तक इस बारे में एक उचित धारणा है कि एनालिटिक्स क्यों महत्वपूर्ण है आइए अब हम उन विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों को समझने का प्रयास करते हैं जिन्हें उपयोग किया जा सकता है हमारे पास विभिन्न प्रकार के विश्लेषण हो सकते हैं जिन्हें तीन में वर्गीकृत किया जा सकता है पहला वर्णनात्मक विश्लेषिकी है दूसरा भविष्य कहनेवाला विश्लेषिकी है और तीसरा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है वर्णनात्मक विश्लेषण वर्तमान समय के पैमाने पर विश्लेषण के बारे में है इसलिए मूल रूप से प्राप्त होने वाले डेटा का विश्लेषण करना होगा ताकि अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्तमान में जो भी उपयोग किया जा रहा है उसे बेहतर बनाने के लिए इस अलग मशीनरी से प्राप्त होने वाले डेटा का अधिक अर्थ प्राप्त करने के लिए एक वर्णनात्मक विचार प्राप्त करने के लिए वर्तमान में जो चल रहा है वह वर्णनात्मक विश्लेषण है दूसरी ओर भविष्य कहनेवाला विश्लेषण भविष्य में क्या होने की संभावना है यह अनुमान लगाने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों के उपयोग के बारे में बात करता है क्योंकि अगर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होने की संभावना है उदाहरण के लिए मशीन घटक का एक हिस्सा भविष्य में बंद हो सकता है जैसे कि 1 घंटे के बाद और यदि वह जानकारी पहले से प्राप्त की जाती है तो यह बहुत उपयोगी होगा क्योंकि आप इस तरह से उस विशेष घटक को पूरी तरह से बंद होने से रोक सकते हैंऔर परिणामस्वरूप प्रक्रिया या मशीन जो संचालित हो रही है वह भी स्वायत्त रूप से पूर्ण डाउन टाइम का ख्याल रखेगा और समग्र दक्षता में सुधार होगा इसलिए भविष्य में क्या होने जा रहा है इसके बारे में भविष्यवाणी करने वाले एनालिटिक्स भविष्यवाणी करते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मूल रूप से प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से संबंधित है इसलिए यहां हम थोड़ा आगे जा रहे हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम भविष्यवाणी करते हैं कि क्या होने वाला है लेकिन फिर भविष्य में क्या होने वाला है इसकी भविष्यवाणी के आधार पर आप उन विभिन्न कार्यों को लिखते हैं जिन्हें करने की आवश्यकता होती है तो यह इस तरह की निर्धारित अलग अलग क्रियाएं हैं जिन्हें करने के लिए आपको किसी विशेष परिदृश्य को किसी आपदा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है तो प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव के बीच एक लिंक है प्रिस्क्रिप्टिव प्रेडिक्टिव के आगे कार्य करता है और इसलिए इनमें से प्रत्येक वर्णनात्मक भविष्य कहनेवाला और प्रिस्क्रिप्टिव इत्यादि के लिए अलग अलग उपकरण और तकनीक का उपयोग किया जाता है वर्णनात्मक विश्लेषिकी हम वर्णनात्मक विश्लेषण के लिए विभिन्न सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग कर सकते हैं भविष्य कहनेवाला अलग अलग मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग कर सकता है और प्रिस्क्रिप्टिव मशीन लर्निंग के आंकड़ों और विभिन्न अन्य एआई तकनीकों का एक संयोजन हो सकता है तो ये विभिन्न प्रकार के विश्लेषिकी हैं जिनका उपयोग IIoT परिदृश्य में किया जा सकता है इसलिए औद्योगिक परिदृश्य में एनालिटिक्स को लागू करने में अलग अलग चुनौतियाँ हैं यहाँ इन चुनौतियों में से कुछ का उल्लेख किया गया है मैं पहले वाले से शुरुआत करूंगा जो सही होना है सही होना बहुत महत्वपूर्ण है हम उन मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं जो आम तौर पर उच्च गति में संचालित होती हैं जहां परिशुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है जो काम किया जा रहा है उसकी सटीकता महत्वपूर्ण है यदि सटीकता शुद्धता सटीकता पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इससे मशीन विफलताओं प्रक्रिया विफलताओं और खतरा होना हो सकता है सुरक्षा यदि परिशुद्धता स्थिति और सटीकता को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो सुरक्षा के मुद्दे सामने आते हैं इसलिए आपके द्वारा लागू किए गए एनालिटिक्स को उन चीजों को सही ढंग से करना होगा जो वास्तव में आवश्यक हैं और संचालन में सुधार के लिए उपयुक्त हैं कारण संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं कारण संबंधों को समझना कारण प्रभाव को समझना क्या कारण है यह बहुत महत्वपूर्ण है यदि आपके पास कारण और प्रभाव के कारण की समझ नहीं है और विभिन्न घटनाओं के बीच कारण संबंध हैं तो यह आपको एनालिटिक्स को ठीक से लागू करने में मदद नहीं करेगा न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ स्वचालित सब कुछ जारी रहना चाहिए एनालिटिक्स और विभिन्न प्रक्रियाएं जो किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना कार्य करती हैं आदर्श रूप से इनको सिस्टम के विभिन्न हिस्सों के साथ नियंत्रण और संवाद करने में सक्षम होना चाहिए औद्योगिक मशीनरी IIoT परिदृश्यों और साइबर फिजिकल सिस्टम्स में स्ट्रीमिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हम उन मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं जो लगातार चलती हैं जिसके कारण निरंतर संचालन से बहुत सारा डेटा एकत्र होता हैं उन डेटा को स्ट्रीम करते हैं जो उन डेटा को चैनल पर लगातार भेजते रहते हैं और इस तरह के डेटा विशाल स्ट्रीम में आ रहे हैं वास्तविक समय में लगातार बड़ी स्ट्रीम का विश्लेषण करना होगा और यह बहुत तुच्छ कार्य नहीं है डेटा से शब्दार्थ और अधिक जानकारी प्राप्त करना और एक घटक के इन अर्थों को दूसरे और उनके अंतर्संबंधों से संबंधित करने की कोशिश करना भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसे एनालिटिक्स का उपयोग करने के लिए एक एल्गोरिथ्म का प्रस्ताव करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए वितरित प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है आजकल हम केंद्रीकृत प्रणालियों की नहीं बल्कि वितरित प्रणालियों की बात कर रहे हैं जिनके कुछ स्घटक एक स्थान पर हैं और दूसरे भाग भू वितरित हैं जो किसी अन्य भौगोलिक जगह में स्थित हैं तो आपको एनालिटिक्स वितरित करने की आवश्यकता है विश्लेषिकी जो भू स्थानों में अंतर को ध्यान में रखेगी और एक ही प्रणाली के विभिन्न भागों या शायद एक अलग प्रणाली के उनके अनुरूप निष्पादन का ध्यान रखेगी लेकिन यह सब एक साथ सिंक्रनाइज़ किए जाते हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा तो वितरित एनालिटिक्स भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एनालिटिक्स के कुछ हिस्सों को एक स्थान पर स्थित घटक के करीब किया जा सकता है किसी अन्य स्थान पर स्थित घटक के करीब कुछ अन्य हिस्से और कुछ विश्लेषणों को समकालिक तरीके से करना होगा ताकि सभी घटकों को एक देखा जा सके और क्या हो रहा है या क्या होने वाला है इसके बारे में एक समग्र विचार बनाया जा सके और यदि आवश्यक हो तो कुछ नुस्खे भी बनाए जाएं उद्योग के परिदृश्य में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इस पर अधिक जोर नहीं दे सकता सेफ्टी एनालिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि बेसिक एर्गोनॉमिक्स सुरक्षा अलग अलग आपदा सेमशीन फेल्योर से सुरक्षा के बारे में बात करते हैं या ऐसा कुछ मानते हैं जैसे कि क्रेन का ऑपरेटर कुछ गलती करता है तो ऐसा हो सकता है कि मूल रूप से कुछ आपदा आए तो लोग मर सकते हैं ठीक है इसलिए ऐसी मौतें हो सकती हैं जो कुछ गलतियों से जुड़ी हो सकती हैं और ये सभी स्वायत्त प्रणालियों में हो सकते हैं जहां कुछ निश्चित एल्गोरिदम के कारण चीजें हो रही हैं जो दृश्य के पीछे लागू होती हैं और निष्पादित हो रही हैं और अगर कुछ गलत हो जाता है या अप्रतिबंधित होता है तो मूल रूप से औद्योगिक सेटिंग्स में कुछ विफलताएं हो सकती हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं इसलिए एर्गोनॉमिक्स सुरक्षा से दुर्घटनाओं आदि तक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से उद्योग 40 में अधिकांश उद्योगों में सर्वोपरि है तो सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है सुरक्षा विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए सुरक्षा मुद्दों पर विचार करने वाले विश्लेषिकी बहुत महत्वपूर्ण हैं समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर किसी विशेष प्रक्रिया को निष्पादन में देरी हो जाती है और उस विशेष घटक से आने वाले विशेष संकेत या निष्पादन के तहत एल्गोरिथ्म भी अगर एक मिलीसेकंड तक विलंबित हो जाता है तो आपदाओं को जन्म दे सकता है इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है और संदर्भ है विभिन्न संदर्भों को ध्यान में रखते हुए प्रसंगों को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें संचालन चल रहा है और समग्र रूप से उन विश्लेषणों को करने की कोशिश की जा रही है जो बहुत महत्वपूर्ण हैं तो ये IIoT परिदृश्यों के लिए विश्लेषिकी के संबंध में अलग अलग चुनौतियाँ हैं तो हमारे पास IIoT एनालिटिक्स है एक अवधारणा जो आजकल लोग बात कर रहे हैं वह डेटा विज्ञान के बारे में है ठीक है इसलिए मूल रूप से डेटा विज्ञान डेटा से अर्थ या अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है अंतर्दृष्टि जो बहुत स्पष्ट हो सकती है इसलिए डेटा से अर्थ प्राप्त करने की कोशिश करने के मामले में यह एक नया चलन है इसलिए बिग डेटा एनालिटिक्स बहुत लोकप्रिय हैं बिग डेटा में हम विशाल मात्रा में आने वाले डेटा के बारे में बात कर रहे हैं डेटा जो की वास्तविक समय धाराओं में उच्च वेग में आ रहा हैं डेटा जिसमें उच्च परिवर्तनशीलता सत्यता है और विविधता है तो ये सभी बिग डेटा के विभिन्न गुण हैं तो बिग डेटा एनालिटिक्स एक बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन इस प्रकार का डेटा एक वास्तविकता है और इसका विश्लेषण डेटा जो कि असंरचित हैं डेटा जो रिलेशनल टेबल में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है तो आप डेटा से अर्थ निकालने के लिए संबंधपरक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं इसलिए वे चीजें उपलब्ध नहीं हैं तो एक डेटा के लिए उस की अनुपस्थिति में जो इस प्रकार की विशेषताओं को प्रभावित करता है और असर करता है जो औद्योगिक सेटिंग्स में एक वास्तविकता है आप डेटा का विश्लेषण कैसे करते हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके डेटा से अंतर्दृष्टि या अर्थ मिले इसका मतलब है यह डेटा उत्पन्न होने के समय के जितना संभव हो उतना करीब एआई तकनीक जैसे मशीन लर्निंग डीप लर्निंग आदि बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं तो ये तकनीकें डेटा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं तो अब हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ मशीनें डेटा चालित हैं सिस्टम डेटा चालित हैं सिस्टम डेटा संचालित साधन हैं जैसे आपके पास बहुत डेटा है और डेटा नियंत्रित कर रहा है उद्योग 40 दुनिया में डेटा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि डेटा स्वयं क्रियाओं के क्रम को चला रहा है जो कि निर्माण प्रक्रियाओं उत्पादों के निर्माण और व्यवसाय संचालन में उपयोग हो रहे हैं तो हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं इसलिए मैंने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में बात की तो मशीन लर्निंग मूल रूप से यह AI का क्षेत्र है और यह मशीन लर्निंग का अर्थ है किसी प्रकार की बुद्धिमता को प्राप्त करना जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं तो यह डेटा के संग्रह के साथ शुरू होता है जैसा आप देख रहे हैं कि अलग अलग मशीनों से आता है तो इन विभिन्न मशीनों में सेंसर आमतौर पर होते हैं फिर फीचर निष्कर्षण नाम की प्रक्रिया होती है जो मशीन लर्निंग में बहुत महत्वपूर्ण है फीचर निष्कर्षण विधियां मूल रूप से वे कच्चे डेटा को जानकारी में बदलते हैं जो संपत्ति की भौतिक स्थिति से संबंधित है तो फीचर निष्कर्षण किया जाता है और फीचर निष्कर्षण अपने आप में एक कार्य है जिसके लिए बहुत काम करने की आवश्यकता होती है तो अलग अलग एल्गोरिदम हैं जो फीचर निष्कर्षण के लिए उपलब्ध हैं इसलिए एक बार इन फीचर को निकालने के बाद ये ऐसी विशेषताएं हैंजिनकी इन मशीनों की वास्तविक स्थिति और उनके संचालन के साथ घनिष्ठ समानता होगी तो फीचर निष्कर्षण मशीन लर्निंग में बहुत महत्वपूर्ण है तो मशीन लर्निंग की फीचर निष्कर्षण बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए फीचर निष्कर्षण के बाद मॉडल निर्माण और मॉडल सत्यापन है इसलिए मॉडल बनाना होगा और फिर इन मॉडलों को मान्य करना होगा और उसके बाद इन मॉडलों को आगे उपयोग के लिए तैनात करना होगा तो मशीन लर्निंग के दो प्रकार हैं मशीन लर्निंग का मतलब है कि आप सीख रहे हैं आप इस डेटा से सीख रहे हैं इससे जो डेटा एकत्र किया जाता है आप कुछ चीजें कुछ गतिविधियां फीचर निष्कर्षण मॉडल निर्माण मॉडल सत्यापन आदि कर रहे हैं और उसमें से आप तैनात मॉडल से क्या होने वाला है भविष्य में यह सीखने की कोशिश करते हैं तो यह वही है जो मशीन लर्निंग बात करता है तो यह मशीन लर्निंग दो प्रकार की हो सकती है सुपरवाइजड और अनसुपरवाइजड संक्षेप में सुपरवाइजड में मैं आपको बता सकता हूं कि मशीन लर्निंग के सुपरवाइजड एल्गोरिदम हैं जहां पहले से ही उपलब्ध विभिन्न सेटों के कुछ प्रकार के प्रशिक्षण डेटा हैं और आप अपने मॉडल को बनाने के लिए पिछले ऐतिहासिक प्रशिक्षण डेटा का उपयोग करते हैं इसलिए इस प्रशिक्षण डेटा के आधार पर मॉडल बनाए जाएंगे और फिर इन मॉडलों को डेटा के अन्य सेटों का उपयोग करके भी मान्य किया जा सकता है इसलिए सुपरवाइजड शिक्षण मूल रूप से प्रशिक्षण डेटा का उपयोग करता है यदि प्रशिक्षण डेटा उपलब्ध नहीं है और यदि प्रशिक्षण डेटा के अभाव में टीचर निष्कर्षण करना होगा तो अनसुपरवाइजड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उपयोगी होते हैं अतः अनसुपरवाइजड विधियों में कोई भी लेबल डेटा नहीं है और ये अनसुपरवाइजड शिक्षण विधियाँ मूल रूप से अपने आप इनपुट डेटा में एक संरचना निकालती हैं तो यह सुपरवाइजड और अनसुपरवाइजड शिक्षण विधियों के बीच मुख्य अंतर है हम इस बारे में एक और व्याख्यान में थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे लेकिन आइए अब हम डीप लर्निंग के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में लोग वर्तमान समय में बहुत सारी बातें कर रहे हैं लोग मशीन लर्निंग औद्योगिक सेटिंग्स में डीप लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं अब डीप लर्निंग मशीन लर्निंग जैसा है यह एक और विषय है हम सोच सकते हैं कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक और तरीका है लेकिन मशीन लर्निंग में जहां फीचर निष्कर्षण आदि किया गया था डीप लर्निंग में आपको वह प्रावधान नहीं है इसलिए कोई फीचर इंजीनियरिंग पहलू मौजूद नहीं है तो अगर आप इस समग्र ब्लॉक चित्र को देखते हैं तो हमारे पास डेटा संग्रह मॉडल निर्माण मॉडल सत्यापन और तैनाती है तो जो कुछ यहां अनुपस्थित है वह मशीन लर्निंग के मामले में विपरीत है यह फीचर निष्कर्षण जो कि मशीन लर्निंग में थी वहां डीप लर्निंग में नहीं है तो फीचर इंजीनियरिंग नहीं है तो अनिवार्य रूप से क्या होता है सेंसर से डेटा को इन डीप लर्निंग एल्गोरिदम में दिया जाता है और इससे विभिन्न विशेषताएं स्वचालित रूप से उन विशेषताओं को मैन्युअल रूप से निर्दिष्ट किए बिना सीखी जाएंगी जो मशीन लर्निंग के मामले में हुआ करती थीं इसलिए मैन्युअल रूप से निर्दिष्ट किए बिना विभिन्न विशेषताओं को स्वचालित रूप से सीखना यह मूल रूप से डीप लर्निंग है तो इन डीप लर्निंग की अधिकांश विधियाँ पारंपरिक न्यूरल नेटवर्क पर आधारित हैं तकनीक जैसे किडीप न्यूरल नेटवर्क जैसी कार्यप्रणाली काफी लोकप्रिय हैं इन डीप न्यूरल नेटवर्क की संरचना के कारण और इसी प्रकार की कार्यप्रणाली जो मौजूद हैं उनके लिए इन विभिन्न कम्प्यूटेशनल शक्ति की बड़ी मात्रा में संगणना शक्ति की आवश्यकता है जो इन एल्गोरिदम को चलाते हैं इसलिए डीप लर्निंग एल्गोरिदम के लिए जीपीयू सर्वर और इस तरह के अन्य सर्वर की आवश्यकता होगी डीप लर्निंग की विधियां इस तथ्य के कारण बहुत लोकप्रिय हो रही हैं कि आजकल हमारे पास पिछले समय की तुलना में सस्ती कंप्यूटिंग शक्ति है बहुत कम कीमत पर सस्ती और बहुत अधिक कुशल उन्नत कंप्यूटिंग वर्तमान में हमारे पास है और इसलिए डीप लर्निंग बहुत लोकप्रिय हो रही है एनालिटिक्स के समय के पैमाने के संदर्भ में एनालिटिक्स को मिलीसेकंड में मिनटों में घंटों में कार्य करना होगा मिलिसेकंड मूल रूप से बेसलाइन एनालिटिक्स मिनटों में डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स और घंटों में हमारे प्राेग्नोस्टिक एनालिटिक्स हैं बेसलाइन एनालिटिक्स परिसंपत्तियों के अनियमित व्यवहार का शीघ्रता से पता लगाता हैडायग्नोस्टिक विश्लेषण किसी भी गड़बड़ी के मूल कारण की पहचान करते हैं और प्राेग्नोस्टिक विश्लेषण मूल रूप से किसी संपत्ति के शेष उपयोगी समय के बारे में सूचित करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के विश्लेषण और उनके संचालन के समय कौशल हैं तैनाती के बारे में बात करें तो विश्लेषिकी की तैनाती में आमतौर पर अलग अलग चरण होते हैं यदि हम किसी विशेष मॉडल के बारे में किसी तरह के पूर्वानुमानित विश्लेषण के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मॉडल को प्रशिक्षित करना होगा आपको एक मॉडल को प्रशिक्षित करना होगा और फिर उस विशेष मॉडल को कुछ पिछले अनदेखे डेटा पर सत्यापित करना होगा और उसके बाद उस मॉडल को वास्तविक डेटा सेट पर भविष्यवाणियां करने के लिए तैनात करना होगा जिसे वास्तविक समय में स्ट्रीम किया जा रहा है तो यह वही होने जा रहा है आपके पास यह बेसलाइन एनालिटिक्स है इन विभिन्न मशीनों से ये सेंसर डिवाइस इस बेसलाइन एनालिटिक्स को वहां पर बहुत तेजी से किया जाएगा डेटा का एग्रीगेशन होगा और फिर गेटवे डिवाइस या एज या फॉग डिवाइस पर एकत्र किया जाएगा जो मूल रूप से नेटवर्क उपकरण हैं जो इस मशीनरी के करीब होंगे कुछ बेसलाइन एनालिटिक्स और डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के साथ एक संयोजन किया जाएगा और फिर से इस डेटा को और अधिक एकत्र किया जाएगा जिसे क्लाउड में भेजा जाएगा और इस क्लाउड में मूल रूप से डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स और प्रग्नोस्टिक एनालिटिक्स का उपयोग किया जाएगा इसलिए बेसलाइन एनालिटिक्स से शुरू करके क्लाउड पर बेसलाइन और डायग्नोस्टिक के संयोजन से लेकर क्लाउड पर डायग्नोस्टिक और प्रग्नोस्टिक एनालिटिक्स तक हमारे पास एनालिटिक्स के संचालन के ये विभिन्न चरण हैं इसलिए एनालिटिक्स को वास्तविक समय में करना होगा हमारे पास वास्तविक समय में डेटा भेजने डेटा स्ट्रीमिंग करने वाली मशीनें हैं इसलिए डेटा की धाराओं को संसाधित करना होगा और क्रियाओं को जितने पास हो सके और जितनी जल्दी हो सके करना होगा और डेटा के स्रोत के पास क्योंकि इस पर आधारित उपयोगी अलर्ट भेजा जा सकता है उदाहरण के लिए यदि कोई विशेष मशीन क्रॉस हो रही है या किसी विशेष तापमान सीमा के करीब आ रही है तो ऑपरेशन में किसी विशेष मशीन में अलर्ट भेजा जा सकता है उदाहरण के लिए स्मार्ट कार में टायर के दबाव के बारे में अलग अलग सूचनाएं तुरंत भेजी जा सकती हैं इसलिए कुछ आधारभूत रीयल टाइम एनालिटिक्स का प्रदर्शन किया जा सकता है और विभिन्न स्ट्रीम प्रोसेसिंग आदि के माध्यम से इन अलर्टों को तुरंत भेजना भी बहुत महत्वपूर्ण है तो यह कैसे किया जा सकता है क्योंकि विभिन्न प्रक्रियाओं के निष्पादन में कुछ समय लगेगा इसलिए यह अलग अलग तकनीकों के साथ किया जा सकता है जैसे कि वास्तविक समय में नियमों के पूर्वनिर्धारित सेट से मेल खाना तो आपके पास नियमों का एक पूर्वनिर्धारित सेट है और किसी प्रकार का मिलान किया जा सकता है मशीन लर्निंग में टेम्प्लेट मैचिंग मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है तो टेम्पलेट मैचिंग एक उपयोगी तकनीक है जिसका उपयोग इस तरह के मिलान की कुछ आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है एज प्रोसेसिंग डेटा एग्रीगेशन और डाउन सैंपलिंग ये एनालिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण हैं खासतौर पर रियल टाइम में आने वाले डेटा की स्ट्रीम के लिए रियल टाइम में प्रोसेस करना होगा तो इस तरह के विशेष प्रयोजन के लिए जटिल ईवेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे अपाचे स्टॉर्म एसपरआदि का उपयोग किया जा सकता है बैच प्रोसेसिंग भी एक आवश्यकता हो सकती है बैच प्रोसेसिंग मूल रूप से आप जानते हैं कि बहुत सारा डेटा प्राप्त करने उन डेटा को निष्पादित करने बैचों में दीर्घकालिक आंकड़ों के लिए उन डेटा का विश्लेषण करने के बारे में है उदाहरण के लिए पिछले एक महीने के लिए एक कमरे का औसत तापमान किसी प्रकार का बैच प्रसंस्करण है जो आपको किसी प्रकार के दीर्घकालिक आंकड़े देगा या पिछले वर्ष में किसी घर के बिजली के उपयोग का डाटा देगा वितरित विश्लेषिकी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम औद्योगिक परिदृश्यों के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ विभिन्न मशीनें और उनके घटक सभी भू वितरित किए गए हैं और कुछ प्रकार के डेटा एकत्रीकरण और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना होगा जो जो इन विभिन्न घटकों और उनके स्रोतों के जितना संभव हो उतने पास हो तो इन उद्देश्यों के लिए Apache Hadoop Apache Spark आदि जैसे सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है मॉडल बिल्डिंग मॉडल बिल्डिंग के लिए जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि मशीन लर्निंग के लिए फीचर निष्कर्षण मॉडल बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मॉडल निर्माण के लिए अलग अलग तरीके हैं उदाहरण के लिए गड़बड़ी का पता लगाने के लिए GMM मॉडल होते हैं गौसेन मिक्सचर मॉडल वर्गीकरण के लिए SVM या सपोर्ट वेक्टर मशीनें होती हैं विषयांतर के लिए बायेसियन रिग्रेशन तकनीकें होती हैं तो मूल रूप से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को लागू किया जा सकता है उन एल्गोरिदम को डेटा स्टोर से आने वाले डेटा पर लागू किया जा सकता है और फिर इन उम्मीदवार मॉडल को मूल रूप से बनाया जाता है और फिर इन विभिन्न शिक्षण एल्गोरिदम को उनके कार्रवाई में सुधार करने के लिए वापस फीडबैक जाता है IIoT एनालिटिक्स के लिए अलग अलग वैल्यू ड्राइवर इस तरह हैं नई वैल्यू स्ट्रीम नए रेवेन्यू स्ट्रीम को प्राप्त करना आवश्यक है मौजूदा उत्पादों के उन्नयन के लिए एनालिटिक्स उपयोगी होने जा रहा है बिजनेस मॉडल एनालिटिक्स बदलने के लिए उपयोगी होगा नए बिजनेस मॉडल एनालिटिक्स बनाने के लिए उपयोगी होगा तो ये सभी विभिन्न व्यवसाय और औद्योगिक सेटिंग्स में अलग अलग कार्य करने के लिए मूल्यवान हैं विश्लेषिकी लागत को कम करने के लिए डेटा चालित प्रक्रिया अनुकूलन के लिए प्रक्रिया स्वचालन के लिए और उत्पाद अनुकूलन के लिए भी मूल्यवान है डेटा संचालित प्रक्रिया ऑप्टिमाइज़ेशन डेटा ड्रिवन प्रोसेस ऑटोमेशन और डेटा संचालित उत्पाद ऑप्टिमाइज़ेशन हर चीज़ के लिए हमें अलग अलग उपयुक्त विश्लेषणात्मक तकनीकों की आवश्यकता होती है मूल्य श्रृंखला में विभिन्न अनुप्रयोग R and D एनालिटिक्स मूल रूप से किसी विशेष उत्पाद के उपयोग की विशेषताओं को समझने में उपयोगी होता है और फिर इस विश्लेषण से उत्पन्न उन इंटेलिजेंस की प्रतिक्रिया को उत्पाद के उत्पादन के अगले चक्र में दें R and D के लिए भी एनालिटिक्स उपयोगी है विनिर्माण और संचालन के लिए औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भविष्य कहनेवाला रखरखाव के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली और वर्तमान संचालन IIoT विश्लेषिकी से एकत्र आंकड़ों के आधार पर मशीन मापदंडों के अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण है इसी तरह लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज़ेशन फ्लीट मैनेजमेंट में ट्रांसपोर्टेशन ऑप्टिमाइज़ेशनऔर फ्यूल कॉस्ट कम करने में आपको डेटा से बुद्धिमत्ता हासिल करनी होगी और इसी तरह विपणन और बिक्री के लिए भी आपको उपयोगकर्ता के व्यवहार के आधार पर किसी विशेष उत्पाद के उपयुक्त उन्नयन का सुझाव देने में आपको एनालिटिक्स की आवश्यकता होती है इसलिए विभिन्न मोर्चों में एनालिटिक्स महत्वपूर्ण है तो मैं अब हवाई जहाजों का एक उदाहरण देना चाहूंगा विमान फ्लीट जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक विमान विभिन्न उड़ान डेटा रिकार्डर से लैस होता है ये फ्लाइट डेटा रिकार्डर उन डेटा को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो फ्लाइट से आ रहे हैं अलग अलग हिस्सों से इन अलग अलग फ्लाइट्स के अलग अलग कंपोनेंट्स से इन डेटा रिकॉर्डर में स्टोर होने वाले हैं ये डेटा सेंसर डेटा हो सकते हैं और जो अन्य डेटा आ रहे हैं वे सभी इन फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स में संग्रहीत किए जाएंगे ये संग्रहीत होते हैं हर उड़ान डेटा की टेराबाइट्स उत्पन्न करते हैं इसलिए डेटा को विशाल मात्रा में संग्रहीत किया जाता हैं तो यह डेटा बेकार हो जाएगा यदि आप इस डेटा से बुद्धिमत्ता प्राप्त नहीं करते हैं ऐसे में इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो क्या किया जाता है विमान और इंजन के मॉडल और भविष्य में क्या हो सकता है इसके बारे में भविष्यवाणी करने वाले परिचालन डेटा के आधार पर पूर्वानुमान पूर्व निर्धारित विश्लेषण भविष्य कहनेवाला विश्लेषिकी जैसे विभिन्न प्रकार के विश्लेषिकी की जाती है ताकि कुछ आपातकालीन लैंडिंग हो सके और कप्तान द्वारा एक विमान को आपदा से बचाया जा सके तो प्रिस्क्रिपटिव एनालिटिक्स मूल रूप से गलती के कारण स्थिति ट्रेन ईंधन दक्षता और इसी तरह से संबंधित है तो दोनों प्रिडिक्टिवऔर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स व्यापार अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह सिर्फ एक उदाहरण है जहां एनालिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है तो इसके साथ हम इस विशेष व्याख्यान के अंत में आते हैं ये इन संदर्भों में से कुछ हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं यहाँ इस व्याख्यान में हमने विश्लेषिकी के महत्व के बारे में बात की हमने विभिन्न प्रकार के एनालिटिक्स के वर्गीकरण और एनालिटिक्स के विभिन्न तरीकों के बारे में बात की हमने मशीन लर्निंग डीप लर्निंग विधियों के बारे में बात की जो उपलब्ध हैं हमने एक उदाहरण भी देखा जहां एनालिटिक्स बहुत उपयोगी था इसलिए ये ऐसे संदर्भ हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं और इसके साथ ही हम समाप्ति पर आते हैं धन्यवाद